आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणक्रमश सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है हम आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों को कवर कर रहे हैं और हम यहा मॉड्यूल संख्या 6 में हैं इसलिए आखिरी कक्षा में हमने एक अलग तरह की प्रक्षेपण तकनीक देखी है जो समानांतर प्रक्षेपण और परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपण है इसमें हमने ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपणों तिरछे प्रक्षेपणों और परिप्रेक्ष्य प्रक्षेपणों को नोट किया जहां हम एक्सोनोमेट्रिक प्रक्षेपणों के साथ गए थे जो ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेपणों का हिस्सा हैं कि और आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों डिमेट्रिक और ट्रिमेट्रिक के बारे में जानने की कोशिश करें फिर हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि झुकाव कोण के संदर्भ में एक आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण एक डिमेट्रिक प्रक्षेपण और ट्रिमेट्रिक प्रक्षेपण क्या है दोनों तरफ यदि यह समान है और क्षैतिज और पूरी वस्तु के साथ 30 डिग्री बना रहा है तो हम इस तरह से उन्मुख होते हैं कि एक घनाक्षरी इस तरह के प्रक्षेपण की तरह दिखता है जिसे हम आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण कहते हैं डिमेट्रिक प्रक्षेपणों में हमारे पास विभिन्न कोण हैं जैसे कि 30 डिग्री से कम यहाँ यह 15 डिग्री है और ट्रिमेट्रिक में हम अलग अलग तीन कोण का उपयोग कर रहे हैं और 30 डिग्री से कम और 30 डिग्री से अधिक की तरह कुछ इस तरह के प्रक्षेपणों को हम त्रिकोणीय प्रक्षेपण कहते हैं यदि आज के वर्ग में इन आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों को दिखाने के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया जाता है तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखने जा रहे हैं कि विशेष रूप से रेक्टेंगुलर बॉक्स को यह तल पर कैसे रखे तो इसे आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों के माध्यम से कैसे देखा जा सकता है तो आइए हम एक रेक्टेंगल का उदाहरण लें अब हमारे पास 30 मिमी चौड़ाई और 50 मिमी लंबाई में आकार की एक रेक्टेंगल है आइए हम ए बी सी और डी के रूप में कोने के बिंदुओं का नाम दें हम इस रेक्टेंगल के लिए प्रक्षेपण लगाना चाहेंगे पहला जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं वह तीन अलग अलग प्रकार के प्रक्षेपणों के लिए संभव है एक जिसे हम दाहिने हाथ का वर्तिकल फ़ेस कहते हैं वह एक आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण है बाएं हाथ का वर्तिकल face जो कि आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण भी है और उस क्षैतिज फ़ेस का शीर्ष दृश्य है अब हम इन प्रक्षेपणों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों में सबसे पहले हमें इस आइसोमेट्रिक अक्ष का निर्माण करना होता है जहाँ लंबाई को एक सच्चे पैमाने के आधार पर मापा जा सके तो ऐसा करने के लिए हम जा रहे हैं सबसे पहले इस दाहिने हाथ के वर्तिकल फ़ेस को जानें उदाहरण के लिए यदि मेरे पास एक रेक्टेंगल है और मैं इसे थोड़ा झुकी हुई सही दिशा से देखना चाहूंगा जिस तरह से वह रेक्टेंगल दिखती है जिसे हम राइट हैंड वर्टिकल फेस चीज़ कहते हैं तो आपके हाथ जैसा कुछ है इसे दाहिनी ओर से देखने के लिए इसे थोड़ा मुड़ें कि यह कैसा दिखता है इसलिए यह करने के लिए कि हमें क्या करना है सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा का निर्माण करें और 30 डिग्री की रेखा खींचे क्योंकि आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों के लिए 30 डिग्री रेखा झुकाव रेखा बहुत महत्वपूर्ण है अब जो भी AB की लंबाई है वही लंबाई इस आइसोमेट्रिक समतल निर्माण पर A और B के रूप में अंकित है तो इस एक को हम बुलाएँगे AB क्योंकि हम इसे आइसोमेट्रिक अक्ष पर चित्रित कर रहे हैं इसलिए सही लंबाई हम देखेंगे तो जो भी AB और यह AB वही अब A ड्रॉप से एक सीधा ऊपर इसी तरह B से C तक एक लंबवत को AB से B की दूरी पर AB रेखा के समांतर ले जाएं जो भी BC वहां है और दुसरे BC स्थित है तो एक वर्टिकल रेखा खींचिए उस पर इस रेक्टेंगल पर जो भी BC लंबाई है उसको भी आइसमेट्रिक व्यू पर समान लंबाई का उपयोग करें फिर इस लाल रेखा के समानांतर अपने ड्राफ्टर का उपयोग करें उस बिंदु C से गुजरने वाली एक और रेखा खींचें जहाँ भी यह लंबवत रेखा A उसका का अर्थ है कि यह क्षैतिज रेखा D कहते है तो अब हमारे पास ABCD बिंदु हैं और यह पहला आइसोमेट्रिक दृश्य है क्योंकि हम हैं दाएं हाथ के वेर्टिकल फेस से इसका अवलोकन करना हैं इसी तरह हम बाएं हाथ के वर्टिकल फ़ेस का निर्माण करते हैं उसी प्रक्रिया के लिए हम पहले का पालन करेंगे हम एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे फिर B के संबंध में एक झुकी हुई रेखा खींचेंगे जिसे हम इसे घुमा रहे हैं तो इनका नाम माफ करें क्योंकि यह माना जाता है कि यह ए है यह बी है यह सी है और यह डी यहा पर 30 डिग्री लाइन को खींचे जो भी AB की दूरी हमारे पास है वही AB दूरी से ये लाइन खींचे AB को अंकित करे एक लंब रेखा को C नाम दें इसी तरह एक लंब रेखा को गिराएं जो भी AD की लंबाई है हमारे पास समान AD की लंबाई है AB लाइन से एक समानांतर रेखा खींचें और इसे कनेक्ट करें यह वह तरीका है जिससे हम बाएं हाथ के वर्टिकल फ़ेस में एक आइसोमेट्रिक दृश्य बनाते हैं यदि यह क्षैतिज फ़ेस का एक शीर्ष दृश्य है जो हम करने जा रहे हैं एक क्षैतिज रेखा खींचना एक झुकाव रेखा 30 डिग्री दूसरी रेखा रेखा 3 भी 0 डिग्री जो भी AB की लंबाई है वही AB की लंबाई का पता लगाएं जो भी AD की लंबाई है उसी AD की लंबाई को देखें और B और CD से से लंबवत ड्रॉप कीजिये इसलिए शीर्ष दृश्य से हम उस तरह से एक आइसोमेट्रिक दृश्य का निर्माण करेंगे अब हम देखते हैं कि एक त्रिकोण का निर्माण कैसे किया जाता है और उनका आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण क्या हैं त्रिकोण AB है शायद इस को कुछ झुकाव कोणों के साथ दिया गया है इसका आधार 30 का है और एक कोण इस तरफ 45 डिग्री है दूसरा कोण 60 डिग्री है यह त्रिकोण हम इसे इस तरह से घुमाना चाहते हैं कि आइसोमेट्रिक दृश्य हम इसे आधार 30 डिग्री के साथ कल्पना कर सकते हैं किसी भी प्रकार की वस्तुओं के लिए पहला कदम इन वस्तुओं को रेक्टेंगल में घेरता है यदि आप जानते हैं कि रेक्टेंगल कैसे खींचनी है इसी तरह हम अन्य बिंदुओं को मापते हैं और उस रेक्टेंगल के साथ संरेखित करते हैं और इसे घुमाते हैं जो कि सबसे आसान तरीका है जिसे हम लोकप्रिय रूप में कहते हैं बॉक्स विधि तो पहले रेक्टेंगल के लिए ABCD रेखाएँ खींचें इस रेक्टेंगल में इस त्रिकोण को लगाएँ अब इस पूरी रेक्टेंगल को उस 30 डिग्री लाइन के साथ समांतर चतुर्भुज के रूप में घुमाया जाना है तो जिस तरह से हमने रेक्टेंगल AB का निर्माण किया है उस पर 30 डिग्री रेखा खींचिए B लंबवत रेखा से दाएं फ़ेस के लिए AB बिंदुओं का पता लगाएं तो बी भी लंबवत रेखा A से भी लंबवत रेखा और AB के समानांतर BC से इस रेक्टेंगल की दूरी पर दिखया जाता है तो हम जानते हैं कि उस रेक्टेंगल का निर्माण कैसे किया जाता है तो हमने AB AD लाइनों और फिर BC लाइनों और फिर CD लाइनों का अनुसरण किया है अब बिंदु 1 से त्रिकोण के लिए हमें इसे उस रेक्टेंगल पर पता लगाना होगा कि उस रेक्टेंगल पर C से 1 की दूरी क्या है उस दूरी को उठाओ इसी तरह cd लाइन पर सी 1 का पता लगाएं तो अपने कंपास या डिवाइडर का उपयोग करें जो कि लंबाई उस लंबाई को यहां स्थानांतरित करता है फिर उस बिंदु को 1 के रूप में कॉल करें एक बार जब हम 1 बिंदु और AB अंक जानते हैं तो हम उन्हें जोड़ सकते हैं यह एक ऐसा तरीका है जिसे हम देख सकते हैं इसी तरह अगर हम आइसोमेट्रिक तलो में बाए हाथ का सामने का दृश्य रखना चाहते हैं तो पहले एक क्षैतिज रेखा खींचें एक बिंदु को हम उस दिशा में घूमा रहे हैं तो यहां एक लाइन 30 डिग्री ट्रांसफर AB लंबाई की खींचे शेष रेक्टेंगल BC लाइनों को लंबवत बनाएं AD लाइनें भी वर्तिक्ल बनाए और उन्हें यह दिखाये यहां 1 से C लंबाई को स्थानांतरण करे एक D1 लंबाई को भी उसी तरह ट्रांसफर करे जिस तरह से हम D1 ट्रांसफर करते हैं उसी तरह हम इसे 1C लंबाई में ट्रांसफर कर सकते हैं एक बार हमारे पास यह बिंदु 1 है अब त्रिकोण बनाने के लिए A1B में शामिल हों अब हम यह देखना चाहेंगे कि इसका निर्माण कैसे किया जाए तो हमें एक आइसोमेट्रिक विषय के लिए एक अक्ष की आवश्यकता है तो इसका मतलब है कि हम उस पर निर्माण कर सकते हैं पर एक आइसोमेट्रिक धरीओ के रूप में AB लाइन का उपयोग करें शीर्ष दृश्य के लिए हमें एक और आइसोमेट्रिक अक्ष की भी आवश्यकता होती है उस प्रयोजन के लिए AD लाइनों का उपयोग करें इसलिए AB और AD को हम इस तरह से घूमा रहे हैं कि वे समान कोण बनाने जा रहे हैं तो हम उस पर नजर डालते हैं सबसे पहले हम 30 डिग्री की रेखा खींचते हैं इसी तरह एक और 30 डिग्री लाइन को खींचे इसे ट्रांसफर AD लेंथ नाम दें इसी तरह इस तलो पर AB की लंबाई को स्थानांतरित करें कि हम इन बिंदुओं बी और डी को जानते हैं तो हम एक बार जब हम स्थानांतरण कर सकते हैं अब AB लाइन के समानांतर BC की दूरी पर एक और रेखा खींचते हैं तो हमारे पास बिंदु C है अब C से 1 तक की लंबाई को 1 से यहां स्थानांतरित करें एक बार जब यह किया जाता है तो कनेक्ट टॉप A B और 1 के साथ हमारे पास इस शीर्ष दृश्य आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण है तो इस आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण के बारे में यह सब कुछ है यदि आपके पास कोई वस्तु है और यदि आप इस तरह से घूमा रहे हैं तो यह दोनों तलो पर समान कोण बनाता है तो इस तरह से हमें इस आइसोमेट्रिक प्रक्षेपण का निर्माण करना है यह कोई भी जटिल वस्तु हो सकती है लेकिन सबसे पहले हमें यह एक रेक्टेंगल में उसे घेरना होगा उस रेक्टेंगल के एक अक्ष को 30 डिग्री के साथ घुमाएं जिसे दिखाना है फिर इस रेक्टेंगल की वास्तविक लंबाई को लंबवत रेखाओं और समानांतर रेखा के साथ स्थानांतरित करें तो यह वो जरूरी लाइनों की तरह है और जो बिन्दु का पता लगाने जाएगा जिसे हम इसे स्थानांतरित करना चाहते हैं तो पंचकोण 1 2 3 4 और 5 के बिंदुओं को हमें उस समांतर चतुर्भुज ABCD पर स्थानांतरित करना होगा उदाहरण के लिए जो भी लाइन A1 वही A1 लाइन को हम इसे चिह्नित करेंगे ताकि पहला बिंदु हो जाएगा फिर जो भी B2 की लंबाई है या A से 2 की लंबाई है तो उसी लंबाई का उपयोग हम A से 1 2 तक करते हैं इसी तरह पहले हम A 1 A 2 लंबाई फिर B से 3 को दर्शाते हैं जो भी B 3 की लंबाई हमारे पास समान B 3 है हम उसको भी यहा दर्शाएँगे C 4 C से 4 समान लंबाई तक हम दर्शाएँगे फिर A 5 को दर्शाएँगे हम एक बार जब हम कर लेते हैं तो हम इन बिंदुओं को लाइनों से जोड़ देते हैं अब दायीं ओर के दूसरे दृश्य को बायीं ओर से देखें यदि हम AB को क्षैतिज से 30 डिग्री झुकाव रेखा के साथ घूमते हुए देख रहे हैं एक बार जब हम इसके साथ हो जाते हैं तो हम उस तरह से उपयुक्त लंबाई को स्थानांतरित करके बिन्दु 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 वें 5 वें अंक को यहा पर दर्शा सकते हैं शीर्ष दृश्य के लिए रेक्टेंगल को दोनों तरफ 30 डिग्री के बराबर कोण बनाना पड़ता है तो हम इस तरह से घुमाते हैं कि AB लाइनें यह 30 डिग्री बनाती है और इसी तरह AD लाइन भी 30 डिग्री बनाती है इसलिए हम जो भी AD AD की लंबाई समान है वो AD लंबाई को दर्शाएँगे हम यहां उसको यहा दर्शाएँगे इसी तरह AB की लंबाई हम यहा दर्शाएँगे एक बार जो यह हो गया तो हम इस रेक्टेंगल का निर्माण कर सकते हैं फिर लंबाई A 1 B2 B3 C4 और D 5 लंबाई उचित रूप से स्थानांतरित कर सकते हैं इसलिए हमारे पास 1st 2nd 3rd 4th 5th पॉइंट्स होंगे ताकि वे शीर्ष दृश्य में पेंटागन को प्राप्त कर सकें एक सर्कल के लिए कैसे करें कि हमें यह सिखाना चाहते हैं पहला चरण हमेशा एक रेक्टेंगल में एक सर्कल को घेरने के लिए होता है अब जहां भी ये चौराहे हैं वह सर्कल के नाम उन्हें सर्कल के 3 4 5 बिंदुओं के रूप में रखते हैं अब सामने के दृश्य पर समांतर चतुर्भुज या रोम्बस का निर्माण करें हमने देखा है कि कैसे 30 डिग्री शेष CD लाइनों के साथ इस AB लाइन का निर्माण किया जाए ताकि हमारे पास यह ABCD रेक्टेंगल हो अब CD और AD आकार के मिडपॉइंट 3 और 4 प्राप्त करें तो बिंदु 3 CD पर है DA से बिंदु 4 है इन बिंदुओं को इस रोम्बस पर स्थानांतरित किया जाना है उस प्रयोजन के लिए जिस तरह से हम करते हैं वह मापते हैं कि इस रेक्टेंगल पर C से 3 की दूरी क्या है क्योंकि हम पहले ही C दर्शा चुके हैं अब अपने कम्पास डिवाइडर का उपयोग करके तीन बिंदुओं को चिह्नित करें जहां 3C और 3C एक दूसरे के बराबर हैं इस रोम्बस पर इसी तरह D4 या A4 की दूरी इसे A से 4 के निशान तक पहुंचाती है जो 4 और 3 के रूप में यहा इंगित करता है एक बार जो B से C में एक लाइन से जुड़ जाता है उसी तरह एक लाइन से B 2 4 में शामिल हो जाता है और A से C को तिरछे लाइन में जोड़ देता है जहां भी यह चौराहा हो रहा है उस बिंदु को 2 और 1 कहते हैं इसलिए मैं B को उस चौथे में मिलाता हूं बिंदु B से तीसरे बिंदु पर उसी तरह जुड़ते हैं जहां यह विकर्ण कॉल को 1 अंक और 2 को केंद्र के रूप में उपयोग करता है इसलिए उन 1 और 2 को केंद्रों के रूप में उपयोग करना मापता है कि लंबाई 1 3 क्या है फिर वहां से गुजरने वाले सभी रास्तों को यह पर दिखाए 1 केंद्र के रूप में 1 3 त्रिज्या के रूप में एक छोटी चाप को इंगित करें जो प्रतिच्छेद बिंदु 5 है जिस तरह से हमने 3 और 4 को जोड़ने के लिए B को स्थित किया है उसी तरह और एक भी डी से उस छोर तक और इस छोर तक भी निर्माण कर सकते है 5 अंक और 6 अंक ट्रैस करें तो एक बार जब हम जानते हैं कि सर्कल आर्क उस एक को खींचता है इसी तरह 2 को केंद्र के रूप में उपयोग करते हुए 6 के मध्यम से गुजरने वाले एक और चाप को या दर्शाये अब 4 से 3 में शामिल हों इसी तरह एक चाप द्वारा 6 से 5 तक वक्र का निर्माण करे तो आपका सर्कल आइसोमेट्रिक दृश्य में एक दीर्घवृत्त में परिवर्तित हो जाता है इसी तरह यदि हम बाईं ओर देखना चाहते हैं तो हम उसी प्रक्रिया के निर्माण को दोहराते हैं जो समांतर चतुर्भुज बनाता है जिससे क्षितिज 30 डिग्री रेखा बनता है इस तरह AB अंक हमारी रेक्टेंगल को स्थानांतरित करते हैं और शेष दीर्घवृत्त का निर्माण करते हैं तो आइए हम उस समाधान को देखें तो AB CD का निर्माण करें इन डेटा बिंदुओं को 3 4 और 5 6 केंद्रों 2 और 1 का पता लगाएं त्रिज्या का उपयोग करें उन्हें आर्क्स के माध्यम से सर्कल के रूप में शामिल करें शीर्ष दृश्य के लिए समान प्रक्रिया AB रेखा 30 डिग्री बनाती है BC रेखा 30 डिग्री समांतर चतुर्भुज का निर्माण करती है तब B से इस तीसरे बिंदु तक इसी तरह B इस रेक्टेंगल से 3 और 4 बिंदुओं को स्थानांतरित करके चौथे बिंदु के लिए सभी तरह से इन तात्कालिक केंद्रों का निर्माण 1 2 करें और फिर इस दीर्घवृत्त को प्राप्त करने के लिए स्मूध चाप द्वारा चाप को इंगित करें इसलिए जब आप इसे घुमाते हैं तो आइसोमेट्रिक मे आपके सर्कल को देखता है यह एक दीर्घवृत्त जैसा दिखता है और अगली कक्षा में हम ठोस वस्तुओं के लिए इन आइसोमेट्रिक प्रक्षेपणों को करने के तरीके के बारे में जानेंगे